फिर से स्वागत है मानव संसाधन प्रबंधन पाठ्यक्रम में आज हम बहुत जल्दी लाभ के बारे में बात करेंगे मैंने दो पुस्तकें संदर्भित की है ब्रिस्को शूलर और क्लॉसBriscoe Schuler and Claus द्वारा एक और गोमेज़ मेजिया बेल्किन और कार्डीGomez Mejia Belkin and Cardy द्वारा अन्य और भले ही मैंने सीधे ब्रिस्को शूलर और क्लॉसBriscoe Schuler and Claus की पुस्तक से कुछ भी नहीं लिया है चूंकि मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी है और मैंने उनकी पुस्तक से चीजों को समझा है मैंने यहां इसका उल्लेख करने का फैसला किया है कर्मचारी लाभ क्या हैं कर्मचारी लाभ से तात्पर्य समूह सदस्यता पुरस्कारों से है जो कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं अब जब हम लाभों के बारे में बात करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो कंपनी आपके वेतन के अलावा आपके लिए करती है यह कुछ ऐसा है जिसकी हमने पिछली बार भी बात की थी और यहां एक और अवधारणा है जिसे अप्रत्यक्ष मुआवजा कहा जाता है अप्रत्यक्ष मुआवजे से तात्पर्य नगदी के अतिरिक्त अन्य लाभ अतिरिक्त प्रोत्साहन अतिरिक्त पुरस्कार अतिरिक्त पारिश्रमिक से है तो वेतन वह धन है जो आपके खाते में आता है और लाभ अन्य उपयुक्तताएं हैं जैसा कि हम उन्हें कहते हैं आप जो भी करते हैं कंपनी के लिए तो यह ऐसा है आप जानते हैं कंपनी आपको धन्यवाद कह रही है कंपनी के लिए क्यों लाभ महत्वपूर्ण हैं कर्मचारियों के लिए लाभकारी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं एक कर्मचारी के रूप में मुझे न केवल पैसा चाहिए संगठन से मुझे चाहिए मेरा संगठन एक कर्मचारी के रूप में मुझे महत्व दे हम विभिन्न सत्रों में इस पर चर्चा कर चुके हैं हमने इस बारे में बात की है अगर मैं किसी संगठन का कर्मचारी हूँ तो मैं सिर्फ एक मशीन नहीं हूँ आप जानते हैं मैं नहीं चाहती कि कंपनी मुझसे एक उत्पाद यंत्र की तरह व्यवहार करें आप अंदर डालते हैं आप उन्हें नगद राशि देते हैं और यही है कैसे कितना काम बाहर आता है तो मैं चाहती हूँ कि कंपनी मुझे एक इंसान के रूप में स्वीकार करें जो विभिन्न भाव प्रदर्शन द्वारा आंतरिक रूप से प्रेरित महसूस करता है और इसलिए एक कर्मचारी के रूप में मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि कंपनी मेरे लिए कुछ करे लाभ एक शक्तिशाली भर्ती उपकरण है कई तरीके जिनसे आप अपने कर्मचारियों को धन्यवाद दे सकते हैं कई तरीके जिनसे आप अपने कर्मचारियों की देखभाल कर सकते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को नियुक्त करने का एक बड़ा प्रेरक है क्योंकि हर कोई चाहता है उनके साथ अच्छा व्यवहार हो तो यह बस उस बात का पुनरावृत्ति है जो मैंने आपको अभी बताई है लाभ प्रतिभावान कर्मचारियों को रोक कर रखने में मदद करते हैं अगर आपको दिए गए लाभ की मात्रा जो आप कंपनी के लिए करते हैं उसके अनुपात में है तो आपको एक कर्मचारी की तरह मूल्यवान महसूस होगा तो जितने बड़े या जितने ज्यादा लाभ कंपनी आपको देगी उतना ही ज्यादा आप कंपनी की सेवा करेंगे कुछ लाभ प्रबंधकीय निर्णयों में एक भूमिका निभाते हैं अब लाभ में कंपनी के पैसे खर्च होते हैं और मेरा मतलब है यह एक कर्मचारी को बनाए रखने की लागत में जुड़ता है यह एक कंपनी चलाने की लागत में जुड़ता है इसलिए वे प्रबंधकीय निर्णयों का एक हिस्सा हैं हमें क्या करना चाहिए अपने कर्मचारियों को अपने लिए काम कराने के लिए जैसा कि हमें उनकी जरूरत है मनुष्य के रूप में उनकी सीमाओं के बावजूद उनकी सीमाओं के बावजूद जैसा कि आप जानते हैं उनके पारिवारिक मुद्दों स्वास्थ्य के मुद्दों ऊर्जा के स्तर प्रेरणा के स्तरों के बावजूद कंपनी के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और यह हमारी कुछ निर्णय लेने में मदद करता है और लाभ प्रबंधकों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कर्मचारी कितना उम्मीद कर रहे हैं और हम उन्हें क्या दे सकते हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि संगठनों में लाभों पर हमारी चर्चा हो मूल शब्दावली कुछ बुनियादी शब्द जिन्हें हमें जानना चाहिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें लाभ की अवधारणा एक योगदान हैं योगदान गठित करते हैं जो संगठन को आपने एक कर्मचारी के रूप में दिया था बाद की तारीख में बचाने के लिए जो कि संगठन भी मेल कर सकता है आप जानते हैं जो कि बस जोड़ा जाता है यह आपके द्वारा थोड़ा सा जोड़ है उसमें जोकि कंपनी उस पूल में डाल रही है या आप क्या दे रहे हैं या कंपनी क्या मिलान कर रही है इसलिए योगदान वही है जो हम बड़े सकारात्मक पारिश्रमिक के पूल में डालते हैं जिसे हम कंपनी से प्राप्त करने जा रहे हैं फिर से सहबीमा सहबीमा दूसरा शब्द है सहबीमा का मतलब है हम साथ में बीमा के लिए भुगतान करते हैं तो हम मिलकर इन बीमा के लिए योगदान दे रहे हैं सह भुगतान दूसरा शब्द है सहभुगतान फिर से हम साथ में भुगतान कर रहे हैं किसी चीज के लिए जो हमें मिलने वाली है कई बार संगठन आपको आधिकारिक उद्देश्यों के लिए कार देते हैं और कहते हैं अगर आप हमारे साथ 5 साल तक काम करेंगे तो हो सकता है आप कार ले सकते हो इसलिए शुरू में हम तत्काल अदायगी देंगे हम आपको आधिकारिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कार का उपयोग करने देंगे और आप पांच साल तक कंपनी को सेवा देने के बाद हमें शेष राशि का भुगतान कर सकते हैं और कार को आपके नाम पर स्थानांतरित कर सकते हैं तो यह आपकी संपत्ति बन जाती है और इस पूरी प्रक्रिया को सह भुगतान कहा जाता है लचीले लाभ कार्यक्रम कुछ है हम इस बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे किसी दूसरे समय या शायद इस व्याख्यान के अंत में या शायद अगले व्याख्यान के अंत में लेकिन लचीले लाभ कार्यक्रम एक कार्यक्रम है जो आपको लाभों का एक समूह चुनने में मदद करता है जो आप के लिए योग्य हैं आपके पद पर जिसमें आप कुछ करते हो आप कुछ लाभ पाने के लिए पात्र बन जाते हैं और लचीले लाभ कार्यक्रम आपको इस समूह से आपकी आवश्यकताओं ज़िन्दगी के चरण आपके झुकाव के अनुसार चुनने देता है तो इसे कहा जाता है लचीले लाभकार्यक्रम विभिन्न प्रकार के लाभ जो हमारे पास संगठनों में हैं पहला है कानूनी रूप से आवश्यक लाभ हम इसे एक लाभ कहते हैं लेकिन यह एक कानूनी आवश्यकता है कानून कहता है कि प्रत्येक संगठन वेतन के अलावा अपने कर्मचारियों के लिए कुछ चीजें प्रदान करता है वेतन के साथ जो वे उन्हें दे रहे हैं कानूनी रूप से आवश्यक लाभों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है स्वास्थ्य लाभ और हमारे पास स्वास्थ्य बीमा है लेकिन स्वास्थ्य लाभ समय पर भुगतान मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश तो आप जानते हैं वह सब है ये कानूनी रूप से आवश्यक लाभ हैं या शायद अस्थायी या स्थायी विकलांगों के लिए आवास तो यह सभी चीजें कानून द्वारा आवश्यक है अन्य प्रकार का लाभ स्वास्थ्य बीमा है संगठनआप जानते हैं आपकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए आपकी मदद करने के लिए सहमत हैं तो विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य बीमा हैं और हम विस्तार में जाएंगे थोड़ी देर बाद फिर सेवानिवृत्ति कुछ संगठन आपकी मदद भी करते हैं यह मुआवजा देते हैं उन वर्षों के लिए जो कि उम्र बढ़ने के कारण आप खो सकते हैं और इसे करने के विभिन्न तरीके हैं और हम इसमें थोड़ी देर बाद आएँगे सेवानिवृत्ति काफी वर्षों तक संगठन की सेवा करने के बाद संगठन से अलगाव है और इसलिए यह आमतौर पर निर्भर करता है कि आप किस उम्र पर हैं जिसके बाद अब कंपनी को आपकी आवश्यकता नहीं है आप बढ़ रहे होंगे आप बहुत कुशल हो सकते हैं लेकिन कंपनी चाहती है आप कार्यालय छोड़ दे क्योंकि नए लोग आ रहे हैं और जगह खाली करने की जरूरत है लोगों के सेवानिवृत्त होने के कई कारण हैं सवेतन अवकाश एक और है और कर्मचारी सेवाएं एक अन्य प्रकार का लाभ है हम एक लाभ रणनीति पर कैसे निर्णय लेते हैं लाभ की रणनीति से तात्पर्य है हम कैसे निर्णय लेते हैं क्या लाभ देना है लाभ किसे देना है और इन लाभों को वास्तव में लोगों को कैसे वितरित किया जाता है अब लाभ की रणनीति में तीन अलग अलग हिस्से होते हैं पहला लाभ मिश्रण है जो कि लाभों का पूरा पैकेज है जो एक कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रदान करती है यह मिश्रण कुल मुआवजा रणनीति की एक विशेषता है यह संगठनात्मक उद्देश्यों के अनुरूप भी होना चाहिए ऐसा क्या है जो कंपनी कर रही है ऐसा क्या है जो कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए करना चाहती है वह क्या है जो कंपनी को अपने कर्मचारियों से चाहिए कितनी प्रतिबद्धता की इसे जरूरत है यह अपने कर्मचारियों के लिए क्या कर सकती है और क्या करना चाहती है और कंपनी का अंतिम लक्ष्य क्या है तो उस सभी रूपों या लाभ रणनीति लाभ मिश्रण को खुद को संगठन के उद्देश्यों से संरेखित करना है और लाभ मिश्रण की योजना बनाते समय कार्यबल की विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए उदाहरण के लिए हम लद्दाख जैसे उच्च पहुंच वाले क्षेत्र में स्थित हैं अब लद्दाख दूर दराज का इलाका है यह एक आपको पता है यह हिमालय में बहुत ऊपर है और कुछ साल पहले तक लोगों के लिए या कुछ दशकों पहले सामान्य लोगों के लिए वहाँ जाना लगभग असंभव था वहां सिर्फ सेना का अड्डा था और आप जानते हैं कोई उड़ान नहीं थी निश्चित रूप से पर्यटन ने कब्ज़ा कर लिया है तो लोगों ने स्थापित किया है आप जानते हैं मेरा मतलब है लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया है लेकिन उस क्षेत्र में रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह बहुत ठंडा है यह हिमालय में है स्थलाकृति बहुत ऊबड़ खाबड़ है आप जानते हैं आप वहां चीजें हासिल नहीं कर सकते इसलिए उस स्थान की जलवायु और जो उपलब्ध है उसके आधार पर आप खर्च करना चाह सकते हैं या यदि आप वहां दुकान स्थापित करते हैं किसी भी कारण से आप वहां पर एक पर्यटक पार्क बनाने का निश्चय कर सकते हैं या वहाँ पर शीतकालीन खेल पार्क और कर्मचारी जो वहां काम कर रहे हैं उन्हें शायद चीजों की आवश्यकता होगी जैसे कि उनकी यात्रा के लिए कुछ योगदान अपने गृह नगर में वापसी क्योंकि यह बहुत ठंडा है कभी कभी परिवार वहां नहीं जा सकते हैं हो सकता है कि वे वहां रहने में सक्षम न हों हो सकता है आपको कर्मचारियों को अतिरिक्त धन देने की आवश्यकता हो गर्म रहने के लिए जैसे शीतकालीन जैकेट या शायद आपको अपने कर्मचारियों की कॉलोनी में एक जेनरेटर लगाने की आवश्यकता हो सकती है ताकि यह कि ऊर्जा खत्म ना हो और ताकि वे गर्म रहें तो आप जानते हैं इस प्रकार की चीजें या शायद आपको उन्हें सर्दियों के जूते देने की आवश्यकता है तो यह एक लाभ है मेरा मतलब है बेशक न केवल उनकी नौकरी के लिए बल्कि उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी आपको उन्हें शीतकालीन जूते शीतकालीन जैकेट देने की आवश्यकता हो सकती है उन्हें गर्म रखने का कोई तरीका बताइए और हो सकता है आपको उन्हें बेहतर स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की आवश्यकता हो और इसी तरह का सामान निर्भर करेगा यह स्थानीय स्थलाकृति है फिर कार्यबल की विशेषताएँ उदाहरण के लिए आप किसी तरह के पेशे में हैं जहां बहुत सारी युवा महिलाएं हैं जो या तो शादी करने के कगार पर हैं या हाल ही में शादी हो रही हैं और आपको मातृत्व अवकाश के लिए एक बड़ा प्रावधान रखने की आवश्यकता हो सकती है हो सकता है यदि आपके पास बहुत सी महिलाएं हैं जो आपके संगठन में काम कर रही हैं तो आपको बाल संरक्षण सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि उनके पास उनके छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है तो शायद आपको अपने कार्यालय परिसर में एक शिशु गृह की आवश्यकता है इसलिए वे अपने बच्चों को लाने और वहां छोड़ने में सक्षम हैं और फिर बिना परेशान हुए या बिना इस चिंता के कि कौन उनके बच्चों की देखभाल करेगा काम पर आती हैं इसलिए यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्मचारियों की जरूरतें क्या हैं आप उन्हें क्या देते हैं यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें क्या चाहिए आप कह सकते हैं ठीक है मैं सबको एक कंप्यूटर एक डेस्कटॉप दूँगा मैं सबको एक सेल फोन दूँगा लेकिन हो सकता है उनके पास पहले से ही सेलफोन हो इन दिनों सेलफोन की सीमांत उपयोगिता शून्य है मैं क्या करूँगा मेरे पास पहले से ही दो सेलफोन हैं मैं क्या करुंगा तीसरे सेल फोन के साथ मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है इसके बजाय कृपया उस पैसे को मेरे प्रशिक्षण पर खर्च करें हो सके तो मुझे एक अच्छा बस्ता दीजिए हो सके तो ऐसी चीजें तो वह सभी आपके लाभ की रणनीति का एक हिस्सा है ये चीजें हैं जो आपको यह तय करने में मदद करती हैं कि आप लाभ पैकेज में क्या रखना चाहते हैं किस तरह के फायदे आप बनाना चाहते हैं फिर पैसा आता है लाभ पर खर्च करने के लिए कंपनी कितना बर्दाश्त कर सकती है वेतन परिचालन लागत की ओर जाता है लाभ परिचालन लागत की ओर जाता है आखिरकार हमें व्यवसाय में बने रहना होगा हमें लाभ कमाना है हमारे पास कुछ अतिरिक्त पैसा होना चाहिए स्थिर या विकसित होने के लिए इसलिए हमें यह तय करने की आवश्यकता है लोगों को वेतन देने के बाद हमारे हाथ में कितना पैसा बचता है जो हम अपने कर्मचारियों को दे सकते हैं उनकी मदद करने के लिए उन्हें सहज महसूस कराने के लिए यह सारा पैसा नहीं हो सकता शेष पैसा जो आपके पास है यदि आप एक गैर लाभकारी संगठन हैं तो हो सकता है कि आप वही करते हैं लेकिन आपको यह तय करना होगा और वह पैसा जो तब आपके पास उपलब्ध है आपको यह तय करने में मदद करेगा कि आप लाभ मिश्रण में क्या डालेंगे फिर लाभ की पसंद का लचीलापन और स्वतंत्रता की डिग्री है जो एक कर्मचारी की अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लाभ पैकेज को अनुकूल बनाने के लिए है तो कितना लचीलापन आप उन्हें देना चाहते हैं और हम कुछ समय बाद एक लचीले लाभ कार्यक्रम के प्रशासन की चुनौतियों के लिए आएँगे लेकिन मेरा मतलब है आप वहां क्या डालते हैं और कितना लचीलापन आप उन्हें देते हैं कंपनी कितना खर्च कर सकती है कुछ कानूनी कानूनी रूप से आवश्यक लाभों में शामिल हैं सामाजिक सुरक्षा जैसे कि अमेरिका में आपके पास सेवानिवृत्त विकलांग और मृतक के परिवार के बचे हुए लोगो के लिए आय है मृतक श्रमिक रोगग्रस्त श्रमिक नहीं वृद्धों के लिए स्वास्थ्य देखभाल इसलिए हर कोई जो काम कर रहा है सामाजिक सुरक्षा में थोड़ा योगदान देता है और यह सब जुड़ता है क्योंकि हर कर्मचारी थोड़ा बहुत योगदान दे रहा है और जो सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए एकत्र किया जाता है और जो कुछ भी एकत्र किया जाता है वह फिर लोगों में वितरित किया जाता है जो कर्तव्य की सीमा में मर जाते हैं या उन लोगों के परिवारों को जो कर्तव्य की सीमा में मर जाते हैं या बुजुर्गों को जिनके पास खुद की देखभाल करने के लिए पैसा नहीं है स्वास्थ्य सेवाएं या रहने की सुविधा प्रदान करना इसलिए सरकार एक छोर से धन इकट्ठा करती है और समुदाय में लोगों को जो उस धन का उपयोग कर सकें उनको दे देती है और इसे सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है कुछ संगठनों में हमारी सेवानिवृत्ति आय कानूनी रूप से आवश्यक लाभ है भारत सरकार ने अधिकांश केंद्रीय सेवाओं के लिए पेंशन प्रणाली को हटा दिया है लेकिन यह अभी भी सशस्त्र बलों में मौजूद है औरये यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आपके पास काम करने के वर्षों के बाद आपके पास रहने के लिए कुछ है आप क्या करेंगे इसलिए हमारे पास सामाजिक सुरक्षा की कोई प्रणाली नहीं है तो हमारे पास ये अंशदायी पेंशन योजनाएँ हैं और हमारे पास कुछ साल पहले तक केंद्र सरकार की सेवाओं में पेंशन हुआ करती थी और चिकित्सा देखभाल एक अन्य कानूनी रूप से आवश्यक लाभ है आप किस संगठन का हिस्सा हैं इस पर निर्भर करते हुए मुनाफे का प्रतिशत अलग अलग हो सकता है या आप अपने कर्मचारियों को क्या देते हैं अलग अलग हो सकता है उदाहरण के लिए एक कंपनी में जो खनन कार्यों से संबंधित है मुझे लगता है कि साइट पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सांस की समस्याओं की देखभाल कर सकता है जो कि जलने की देखभाल कर सकता है जो खदान के पतन से निपट सकता है होने के कानून की आवश्यकता होती है तो उस प्रकार की आपातकालीन सेवाओं की बिल्कुल आवश्यकता है उनके पास अपने खनन कार्यों के भीतर एक स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए जो उस विशेष नौकरी में इन आपात स्थितियों से निपटने में मदद कर सकती है दूसरी ओर हो सकता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी को अपने संकुल में एक जलन इकाई की आवश्यकता न हो लेकिन एक खनन कार्य में उदाहरण के लिए या शायद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक श्वसन इकाई की आवश्यकता नहीं है जहां लोग अपने कार्यालयों में बैठे हैं और अधिकांश भाग के लिए मेज का काम कर रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य केंद्र जहां लोगों की श्वसन संबंधी समस्याओं का ध्यान रखा जा सके इसकी जरूरत नहीं है लेकिन यह उन स्थानों के लिए आवश्यक है जहां इस तरह की चीज बहुत अधिक है फिर हमारे पास उत्तरजीवी लाभ हैं कर्तव्य के दौरान मारे गए कर्मियों के आश्रित परिवार के सदस्यों के जीवित रहने के लिए एक पेंशन योजना है इसलिए फिर से मैं सशस्त्र बलों के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उनके बारे मे बहुत सारे अन्य व्यवसायों से थोड़ा अधिक जानती हूँ और मुझे यकीन है कि जीवित बचे लोगों को पता है क्योंकि सशस्त्र बल एक ऐसा खतरनाक पेशा है जब लोगों को युद्धक्षेत्र में तैनात किया जाता है आप कभी नहीं जानते आप क्या सुन सकते हैं लोग घायल वापस आ सकते हैं वे कर्तव्य की सीमा में मर सकते हैं और वह होने की संभावना बहुत अधिक है और इसलिए उनके परिवारों की देखभाल करने के लिए हमारे पास पेंशन योजनाएँ हैं हमें पता है उनके जीवित आश्रितों को स्वास्थ्य सेवा लाभ आजीवन दिया जाता है तो यह एक उत्तरजीवी लाभ है उत्तरजीवी लाभ का एक उदाहरण है कि यदि आपके पास एक आश्रित पति या पत्नी या आश्रित निःशक्त बच्चा है जो स्वयं की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ये लाभ पैकेज के साथ आते हैं हमारे पास श्रमिक मुआवजाworker's compensation कहे जाने वाली भी कुछ चीज है श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल निरंतरता और पुनर्वास खर्च के लिए मुआवजा प्रदान करता है जिन्हें नौकरी से संबंधित चोट या बीमारी हैं इसलिए जब आप काम पर हों और आपके साथ कुछ होता है जब आप अपना काम कर रहे होते हैं आपकी देखभाल या आपके चिकित्सा खर्चों की देखभाल करना आपके संगठन की ज़िम्मेदारी है इसलिए मैं फिर से सशस्त्र बलों का उदाहरण लेती हूँ बहुत बार जब लोग युद्ध पर जाते हैं जब वे मैदान में होते हैं तो चोटिल हो जाते हैं वे एक अंग खो सकते है वे वापस आते हैं और वे अपनी नौकरियों के साथ जारी रखने में असमर्थ होते हैं और उस समय सरकार चोट की प्रकृति के आधार पर नौकरी ही है लाभ पैकेज ऐसा है जो उन्हें दिया जाता है कुछ वैकल्पिक पेशे जिनसे वे चुन सकते हैं उन्हें कुछ विकल्प दिए जाते हैं जिन्हें वे अपना सकते हैं यह उनकी जीविका कमाने में मदद कर सकता है क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं जो वे करने की उम्मीद कर रहे हैं और वे कर्तव्य की सीमा में जख्मी हो गए उन्हें एक वैकल्पिक पेशा दिया जाता है और उन्हें इसे स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन और मदद दी जाती है और यह श्रमिक के मुआवजे का हिस्सा है इसी तरह उदाहरण के लिए अग्निशामक वे जाते हैं उनका काम बहुत खतरनाक है इसलिए अगर उन्हें चोट लगती है फिर बुनियादी सुविधाओं उनके स्वास्थ्य व्यय का ध्यान रखा जाता है और मुझे लगता है कुछ मामलों में उन्हें एक बिंदु तक प्रतिपूर्ति भी की जाती है ताकि वे आराम से अपना जीवन जी सकें तो यह सब कार्यकर्ता के मुआवजे के लिए मायने रखता है या आपकी कमाई की क्षमता क्या होगी इसके आधार पर एक निश्चित राशि की गणना की जाती है यदि आप सेवानिवृत्त होने तक जख्मी नहीं हुए है और फिर तभी है आप जानते हैं यह गणना की जाती है औरवह तभी है जब आपको कुछ वितरित किया जाता है या तो एकमुश्त राशि के रूप में या किस्तों में संगठन द्वारा जिसके लिए आप काम कर रहे हैं आप कर्मचारी के मुआवजे का प्रबंधन कैसे करते हैं मानव संसाधन कर्मियों के रूप में आपको पता होना चाहिए तो आपको सुरक्षित कार्य प्रक्रिया प्रदान करने की आवश्यकता है जहां तक संभव हो अगर कहिए एक इमारत और निर्माण क्षेत्र मुझे लगता है यह अब कानून द्वारा अनिवार्य है कि लोगों को सख्त टोपियां प्रदान की जाए यदि कुछ झलाई चल रही है तो यह नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि चमक विरोधी चश्मा या आड़आवरण प्रदान करें आप जानते हैं जिसके माध्यम से झलाईगर देख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं यह कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है आप उन्हें दस्तानेदे सकते हैं अगर वे गर्म सामान संभाल रहे हैं यह नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों को काम देने के लिए अग्निरोधक दस्ताने दे इसलिए इस तरह की चीजें सौदे का हिस्सा है और अगर आप यह चीजें करते हैं तो लोगों को चोट लगने की संभावना काफी कम हो जाती है दूसरी बात यह है कि श्रमिक के मुआवजे के दावों का लेखा जोखा करना आपके लिए मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में यह नितांत आवश्यक है यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है मुझे नहीं पता अगर मुझे इसका सार्वजनिक मंच में उल्लेख करना चाहिए दुर्भाग्य से कुछ असामाजिक तत्व किसी समय श्रमिक के मुआवजे के इस प्रावधान का दुरुपयोग कर सकते हैं और संगठन को बहुत ज्यादा महँगा पड़ सकता है कभी कभी यह हो सकता है ऐसे मामलों में इस तरह के झूठे दावों या झूठे दावों की संभावना से बचने के लिए यह जरूरी है कि एक मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में आप सावधानीपूर्वक हर दावे से गुजरें और दावे की प्रामाणिकता सुनिश्चित करें जितना संभव हो इसलिए दावों का परीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है अन्य है कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के साथ श्रमिक मुआवजा संरेखित करना अब बहुत बार स्वास्थ्य बीमा योजनाएं आपको कुछ लाभ देती हैं यह संगठन की मदद नहीं करेगा अगर कर्मचारी के मुआवज़े के लाभ या आप उन्हें जो कुछ भी दे रहे हैं कर्मचारी मुआवज़े के माध्यम से उनके स्वास्थ्य बीमा से मिलने वाले लाभ की नकल करता है इसलिए आप जानते हैं क्योंकि इन दावों को एक मामले के आधार पर निपटाया जाता है यह देखने में हमेशा मदद मिलेगी कि उनकी चिकित्सा बीमा क्या समाविष्ट करती है और चिकित्सा बीमा क्या समाविष्ट नहीं करती है तो कर्मचारी स्वयं सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है आपके पास इस उद्देश्य के लिए आवंटित पैसा है इसलिए अगर आपने कहा यदि उनका स्वास्थ्य बीमा पहले से ही उनके खर्च का एक हिस्सा है तो यह कर्मचारी के लिए बहुत उपयोगी होगा ठीक है चूंकि वे ऐसा कर रहे हैं मैं इतने का ध्यान रखूंगा यह मुझे समान खर्च आएगा लेकिन आप लाभार्थी के रूप में कुछ और प्राप्त करेंगे कुछ ऐसा जो आपको अधिक सहज बना देगा अपने कर्मचारियों को उपकरण देने के अलावा काम से संबंधित चोटों को कम करने के लिए सुरक्षित कार्य बनावट सुनिश्चित करना यह सुनिश्चित करना हमेशा सहायक होता है कि कार्य स्थल भी जितना संभव हो उतना सुरक्षित है मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकती हूँ घायल या अस्थायी रूप से अक्षम कर्मियों के लिए संशोधित कार्य योजना का प्रावधान उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी को लचीले काम के घंटों की अनुमति देना चोट से उबरने के दौरान या शायद दुकान के मंजिल के कर्तव्यों को फिर से देना रिकवरी के दौरान दुकान मंजिल कर्मचारी से मेज कार्य इसलिए अगर किसी दुकान के कर्मचारी की कर्तव्य की सीमा में या यहां तक कि अन्यथा चोट लगी है तो आप जानते हैं किसी को चोट लगी है हम उनसे कहते हैं ठीक है आप काम करने आ रहे हैं आप शारीरिक रूप से चीजों को उठाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं लेकिन हो सकता है आप इस मेज कार्य का ध्यान रख सकें इसलिए कुछ लचीलापन अगर इसकी अनुमति है तो यह हमेशा कर्मचारियों की मदद करता है अधिक मूल्यवान महसूस कराता है हमें अपने कर्मचारियों की जरूरत है यह महसूस करने के लिए कि संगठन उनका परिवार है वे संगठन पर निर्भर रह सकते हैं जैसे ही कर्मचारियों को लगने लगता है कि वे हैं संगठन सिर्फ काम नहीं है यह उनका परिवार है प्रतिबद्धता बढ़ जाती है जब प्रतिबद्धता बढ़ती है तो उत्पादकता बढ़ती है काम की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है और हर कोई खुश है संगठन खुश है कर्मचारी खुश है अवैतनिक अवकाश अवैतनिक अवकाशकी शर्तें हो सकती हैं अवैतनिक अवकाश का मतलब है आप कर्मचारी को छुट्टी देते हैं और आप उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे वापस आ सकते हैं और वे फिर से अपने काम में शामिल हो सकते हैं तो कुछ परिस्थितियां जिसके अंदर आप अवैतनिक अवकाश दे सकते हैं व्यक्तिगत कारण परिवार की देखभाल परिवार में मृत्यु आदि आगे की शिक्षा भारत सरकार एक अध्ययन अवकाश देती है कभी कभी मुझे नहीं पता क्या आवश्यकताएं हैं या क्या स्थितियाँ हैं लेकिन मुझे लगता है इसका कुछ हिस्सा भुगतान किया गया है इसका कुछ हिस्सा अवैतनिक है या आधा भुगतान या जो कुछ भी है लेकिन वैसे भी आप उन्हें बता सकते हैं कि ठीक है यदि आप एक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं आप एक और डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं आप अपनी पुरानी नौकरी पर वापस आ सकते हैं मैं आपकी नौकरी नहीं छीनूंगा लेकिन मैं आपको इस समय के लिए वेतन नहीं दूँगा और यह ठीक है बहुत से लोग बाद में छलांग लगाने की उम्मीद में ऐसा करना चाहेंगे और व्यक्तिगत स्वास्थ्य मुद्दे आपको कर्तव्य सीमा से बाहर या अपने व्यक्तिगत कारण से चोट लगती है लेकिन मेरा मतलब है आप अभी भी अपने काम के लिए प्रतिबद्ध हैं और कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल पर वापस आने देना हमेशा अच्छा होता है यदि आप देखते हैं कि वे अन्यथा योग्य हैं अवैतनिक अवकाश के बाद काम पर लौटने का प्रबंधन कानून देश के हिसाब से अलग अलग होते हैं लेकिन एक संगठन के रूप में कर्मचारी के अनुकूल होना हमेशा अच्छा होता है इसलिए कुछ शर्तें जो या वह कुछ जो एक कर सकता है वह है रोजगार को फिर से सुनिश्चित करना इसलिए इसे अवैतनिक अवकाश कहा जाएगा अन्यथा इसे बरखास्तगीया विच्छेद कहा जाएगा यदि सब कुछ ठीक है तो कार्य की स्थिति या पद के बराबर एक या एक से अधिक अवकाश पर जाने के समय काम का पुन समनदेशन यदि वे बेहतर योग्यता के साथ वापस आते हैं और आपने उन्हें एक स्थिति में रखा जो उससे कम है जिसमें वे उस समय थे जब वे चले गए थे फिर कर्मचारी बहुत ही प्रेरणाहीन होने जा रहा है उन्हें यह पसंद नहीं आएगा तो कम से कम उन्हें समान स्थिति छलांग की उम्मीद के साथ दे या यदि संभव हो अगर उन्हें अतिरिक्त डिग्री मिलती है तो आप उन्हें एक छलांग दें कंपनी के लिए हमेशा मददगार है मेरा मतलब है जो चीजें दिनचर्या में होती हैं उन्हें वह वेतन वृद्धि देना हमेशा अच्छा लगता है वेतन आयोग आता है वेतन दरों को संशोधित करता है इस बीच कर्मचारी जब कर्मचारी जाता है तो उसका छठा वेतन आयोग है जब कर्मचारी अवैतनिक अवकाश से वापस आता है तो यह सातवां वेतन आयोग है आप नहीं कह सकते नहीं नहीं हम आपको छठा देंगे क्योंकि आपने इतने सालों तक सेवा नहीं दी एक यह जटिल है दो यह कर्मचारी के साथ अन्याय है तो सेवा में कोई अवकाश नहीं है इसे सेवा में अवकाश के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए यह अवैतनिक है लेकिन अधिकृत अवकाश है स्वैच्छिक लाभ आपका स्वास्थ्य बीमा है हमारे पास विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य बीमा हैं हमारे पास पारंपरिक स्वास्थ्य बीमा है जो दोनों कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य देखभाल राशि प्रदान करता है हमारे पास पारंपरिक स्वास्थ्य बीमा है जो एक बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है हमारे पास स्वास्थ्य रखरखाव संगठन है जो स्वास्थ्य देखभाल योजना जो कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक समतल वार्षिक शुल्क पर व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है जो कि उसकी तुलना में कम है जो कि उन्होंने वैसे भी खर्च कर दिया होता पसंदीदाविशेषाधिकारों वाला प्रदाता संगठन आप कहते हैं ठीक है अगर आप हमारे साथ हैं आप इन अस्पतालों में जा सकते हैं और वे आपका ख्याल रखेंगे या आपके पास एक स्वास्थ्य बचत खाता भी हो सकता है तो आप उन्हें उनके स्वास्थ्य के मुद्दों में योगदान करने का कोई तरीका दे सकते हैं और आप व्यक्तियों को एक योग्य स्वास्थ्य योजना के लिए पैसा बचाने देते हैं जिसमें एक से ज्यादा काटे जाने योग्य है काटे जाने योग्य क्या है आप अपनी जेब से भुगतान करते हैं और आप जानते हैं खर्चों की ओर चिकित्सा खर्चों की ओर और यह कुल खर्चों का एक प्रतिशत है आप स्वास्थ्य सेवा लाभों का प्रबंधन कैसे करते हैं स्वास्थ्य बीमा के लिए एक स्व वित्त की व्यवस्था का विकास करना दो कामकाजी जीवन साथी के साथ परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का समन्वय करें आप जानते हैं आपके पास स्व वित्त की व्यवस्था हो सकती है लोगों को तय करने दें वे कितना चाहते हैं और उन्हें मौका दें अपने स्वास्थ्य बीमा में डालने का और फिर हो सकता है आप इससे मिलान कर सकते हैं या उन्हें इसका एक प्रतिशत दे सकते हैं दो कामकाजी जीवन साथियों के साथ परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का समन्वय करना हमेशा अच्छा होगा अगर आप के पास दो लोग हैं एक ही परिवार से मैं कहूँगी दो कामकाजी पति पत्नी के लिए भी नहीं अगर आपके पास एक ही परिवार से दो लोग हैं पिता और बेटी या माँ और बेटे या पति और पत्नी या दो साथी साथ रहने वाले जोड़े एक ही संगठन में काम कर रहे हैं क्यों नहीं मेरा मतलब है उस परिवार को थोड़ा और मिल सकता है इसलिए कर्मचारियों के लिए एक कल्याण कार्यक्रम विकसित करें उन्हें फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करें आपकी लागत कम कर देता है और कर्मचारियों के लिए उच्च कटौती योग्य स्वास्थ्य योजनाओं की पेशकश करें आपके पास विभिन्न बीमा योजनाएं हो सकती हैं आप जीवन बीमा करवा सकते थे आपके पास दीर्घकालिक विकलांगता बीमा हो सकता है तो दीर्घकालिक विकलांगता बीमा प्रदान करता है विकलांग कर्मचारियों को प्रतिस्थापन आय जो आवश्यक नौकरी कर्तव्य प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और सवेतन अवकाश बीमारी अवकाश हो सकता है यह हो सकता है आप जानते हैं वह भुगतान करने का एक तरीका है अवकाश यह अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए भी हो सकता है यह छुट्टियाँ हो सकती हैं यह विच्छेद वेतन हो सकता है यह छुट्टियाँ हो सकती हैं और अन्य सवेतन अवकाश आपके पास विभिन्न प्रकार की कर्मचारी सेवाएं हो सकती हैं ये कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ हैं जो उनके कार्य या व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं तो ये सेवाएं बाल संरक्षण हो सकती हैं स्वास्थ्य संघ सदस्यता हो सकती हैं रियायती कंपनी कैफेटेरिया हो सकती है कंपनी के उत्पाद पर छूट हो सकती है वगैरह इसलिए यदि आप एक निर्माण संगठन के लिए काम कर रहे हैं तो वे जो भी बना रहे हैं उसमें आपको भारी छूट दे सकते हैं या हो सकता है अगर आप वायु मार्ग के लिए काम कर रहे हैं तो वे आपको टिकट दे सकते हैं आप जानते हैं भारी छूट पर आदि हम अगले व्याख्यान में लाभ के प्रशासन और लचीले लाभों और लाभों को संचार के साथ चुनौतियों को देखेंगे तो मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम इस विषय के साथ अगले व्याख्यान में जारी रहेंगे